सभी को नमस्कार इस कोर्स के छठवे हफ्ते पर है आज के क्लास में मेग्नीट्यूड कॉम्पॅरेटॅ के बारे में देखेंगे आगे बढ़ने से पहले पाचवे हफ्ते में जो हमने सीखा है उसका एक सारांश लेते हैं अगर आपको याद हो तो हमने नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ नंबर बायनरी में और कोड जो हमने निकाले थे वह वेट्इड कोडस थे मतलब हर प्लेस को अपना एक वेट् है जब वह बायनरी में है बायनरी पॉइंट के पहले तो उसका वेट् 1 2 4 8 16 ऐसा रहता है और अगर बायनरी पॉइंट के बाद हो तो उसका वेट् हाफ 1 अपोन 4 1 अपोन 8 1 अपोन 16 ऐसा रहता है डेसिमल नंबर को बायनरी में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर पार्ट को हम लगातार 2 से विभाजन डिवाइड divide करते हैं और सारे रिमेंडर को ऍक्युमुलेट् करते हैं और फ्रेक्शनल वाले हिस्से को वह हिस्सा जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है उसे हम लगातार 2 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करते हैं और कैरी को ऍक्युमुलेट् करते हैं फिक्स्ड प्वाइंट अर्थमैटिक में फिक्स्ड प्रीसिज़न और वह इंटीजर अर्थमैटिक को फॉलो करता है नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए साइन मेग्नीट्यूड डिस्कस किया था और फिर 2's कंप्लीमेंट 2's complement 1's कंप्लीमेंट 1's complement यह सब भी सीखे थे हमने 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic भी डिस्कस किया था फिर हमने एडिशन और सबट्रैक्शन का सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं यह देखा था हमने रिप्पल कैरी एडिशन देखा और रिप्पल कैरी एडर को सबट्रैक्टर मे कैसे कन्वर्ट करते हैं यह भी देखा हमने कैरी लुक अहेड एडर फॉर फास्ट एडिशन के बारे में डिस्कस किया जहां कैरी जेनरेशन प्रोसेस को सीरियल से पैरॅलल् में कन्वर्ट किया था इटर्एटिव इक्वेशन को अनलूप करते हुए फिर हमने ओवरफ्लो डिटेक्शन के बारे में डिस्कस किया जहां हमने यह देखा की अगर नंबर रेंज के बाहर जाए तो ओवरफ्लो कैसे डिटेक्ट करना है फिर हमने BCD एडिशन और उसके लॉजिक के बारे में लिखा और उन लॉजिक पर कैसे पहुंचते हैं यह भी देखा आज की क्लास में हम मेग्नीट्यूडकॅम्पैरिसॅन के बारे में डिस्कस करेंगे तो मेग्नीट्यूड कॅम्पैरिसॅन दो नंबर के बीच होता है जब हम कॅम्पैरिसॅन की बात करते हैं तो पहली चीज जो ध्यान आती है वह एक नंबर को दूसरे नंबर से सबट्रैक्ट करना मान लो एक नंबर X और दूसरा नंबर Y है अगर X माइनस Y 0 है इसका मतलब दोनों नंबर ईक्वल है अगर X माइनस Y पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब X Y से बड़ा है अगर X माइनस Y नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब X Y से छोटा है यह वह चीज है जो हमारे साथ होगीऔर हम मेग्नीट्यूड कॅम्पैरिसॅन कर सकते है सबट्रैक्शन प्रोसेस से उसके लिए हम एक सबट्रैक्टर सर्किट डिवेलप कर सकते हैं 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक और फुल एडर सर्किट से हमने 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक से सबट्रैक्शन कैसे करते है यह हमने पहले ही देखा है जब X और Y ईक्वल है और X Y से बड़ा है तब कैरी आउट जो जेनरेट होता है वह 1 है हमें 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक रिफ़र करना होगा जिससे सबट्रैक्शन करते है जो हमने पिछले क्लास में कीया है वहां से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते है की अगर X और Y ईक्वल है और X Y से बड़ा है तो कैरी आउट जो जेनरेट होता है वह 1 है अगर कैरी आउट जो जेनरेट होता है वह 0 हो इसका मतलब नंबर नेगेटिव है याने की X Y से छोटा है तो उससे हमें X लेस देन Y का लॉजिक मिल सकता है की अगर कैरी आउट 0 है मतलब अगर कोई कैरी नहीं जेनरेट हो रहा तो X Y से छोटा है तो इस केस में आउटपुट X लेस देन Y हमें Cout प्राइम से मिल जाता है जोकि कैरी आउट का कंप्लीमेंट है जब कैरी जेनरेट होता है तो दो पॉसिबिलिटीज है एक X और Y ईक्वल है और दूसरा X Y से बड़ा है तो X और Y ईक्वल तब होगा जब सारे सम बिट्स 0 होगा तो उस वक्त हम यह लॉजिक फॉलो कर सकते हैं कि हर एक सम बिट्स 0 है और कोई डिजिट 1 नहीं है इसका मतलब कि नंबरस ईक्वल है उत्तर 0 है कैरी आउट जो जेनरेट हो रहा है वह 1 है जो 2's कंप्लीमेंट सबट्रैक्शन2's complement subtraction को फॉलो करता है यदि कोई भी सम बिट 1 है जोकि OR लॉजिक फॉलो कर रहे हैं जिसे हम Cout जो कैरी पहले से जनरेटड है उसके साथ AND कर सकते हैं यह X ग्रेटर देन Y का लॉजिक है तो यह बेसिक आईडिया है जो हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल आउटपुट फंक्शनस जेनरेट करने के लिए आप देख सकते हैं किसी एक आउटपुट को या फिर कुछ इंटरमीडिएट आउटपुट को दो अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से कुछ मिनिमाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं या फिर बेसिक लॉजिक वही है जो हमें यहां मिला है जब हम मेग्नीट्यूड कॅम्पैरिसॅन देखते हैं तो हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव objective X ग्रेटर देन Y X ईक्वल टू Y और X लेस देन Y जेनरेट करने का है हमें असल में सबट्रैक्शन का उत्तर याने की S3 S2 S 1 S0 नॉट् naught नहीं चाहिए तो मेग्नीट्यूड कॅम्पैरिसॅन में हम जीतना चाहिए उससे ज्यादा ही कर रहे हैं तो क्या हम कम हार्डवेयर से अलग सर्किट बना सकते हैं जो केवल कंपैरिजन के बाद रिजल्ट देता हो तो हम 4 बिट कंपैरिजन देखेंगे जैसे हमने पहले देखा है ज्यादा नंबरों ऑफ बिट्स के बारे में हम शुरू करेंगे 1 बिट मेग्नीट्यूड कॅम्पैरिसॅन से तो दो नंबरस है 1 बिट के X और Y तो जो पॉसिबल कॉन्बिनेशनस है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं वह है X0 Y 0X1 Y0 X0 Y1 X1 Y1 तो यह 4 पॉसिबिलिटीस है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं पहला केस जहां X0 Y0 इसका मतलब X ईक्वल टू Y है इसका मतलब यह 1 होगा याने की X नाही Y से बड़ा है ना छोटा है तो यह 0 और 0 है जब X0 और Y1 है तो Y बड़ा है और X छोटा है इसका मतलब X लेस देन Y 1 है और बाकी दोनों 0 है जब X1 और Y0 है तो X बड़ा है और Y छोटा है जब दोनों X और Y 1 है इसका मतलब X ईक्वल टू Y है इसका मतलब यह 1 होगा और बाकी दोनों 0 होगा तो इससे अब पता लगा सकते हैं की X ग्रेटर देन Y यह वाले कंबीनेशन के लिए आता है तो यह हमें XY प्राइम से मिल सकता है तो हम X ग्रेटर देन Y के लिए G देते हैं X लेस देन Y के लिए X प्राइम Y है जहां X0 और Y1 X ईक्वल टू Y यह दो कैसस के लिए आता है याने की X0 Y0 के लिए X प्राइम Y प्राइम और X1Y1 के लिए XY इन सब को सम करके हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है तो यह बेसिक लॉजिक है जिससे हम 1 बिट कंपैरिजन करते हैं तो हम जनरेट कर रहे हैं XY प्राइम X प्राइम Y फिर अलग से हम जनरेट कर रहे हैं X प्राइम Y प्राइम XY जिसके लिए 2 और AND गेटस लगेंगे और फिर इनको OR करेंगे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं हम केवल एक गेट से फाइनल X ईक्वल टू Y आउटपुट जनरेट कर सकते हैं तो कैसे यह देखेंगे तो उसके लिए हम देख सकते हैं X प्राइम Y प्राइम को XY के साथ OR कर रहे हैं इसे हम X प्राइम OR Y ANDed वित्त X OR Y प्राइम एसे लिख सकते हैं हम देख सकते हैं कि X प्राइम AND X का मूल्य 0 है तो X प्राइम Y प्राइम यह आएगा इस टर्म से और YX आएगा इन दोनों से और Y Y प्राइम तो 0 होगा फिर यह टर्म X प्राइम Y डीमोरगनस थ्योरम DeMorgans theorem से आया है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे भी वैसे ही लिख सकते हैं तो आखिर में हमें X Y प्राइम और X प्राइम Y मिला इसमें हम फिर से डीमोरगनस थ्योरम DeMorgans theorem लगाएंगे तो हमें NOR रिलेशनशिप मिलता है तो इन दोनों टर्मस को NOR करने पर हमें X ईक्वल टू Y का लॉजिक मिलता है इसे हमें अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है और जो दूसरी चीज हम देखते हैं वह यह है की कि हम X Y प्राइम और X प्राइम Y को NOT गेट से जेनरेट कर सकते हैं और फिर इनको AND कर सकते हैं तो जब हमें X इन्वर्स या X कंप्लीमेंट या Y कंप्लीमेंट जनरेट करना हो तो हम NOT गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे पास X और Y के बीच NAND गेट हो तो उसका मतलब X प्राइम प्लस Y प्राइम हैं तो जब हम X को X प्राइम से AND करते हैं तो उसका मूल्य 0 हैं तो यहां XY प्राइम जनरेट होगा और इसे हम Y से AND करें तो X प्राइम Y जनरेट होगा और Y Y प्राइम का मूल्य 0 बन जाएगा तो इससे यह समझ में आता है कि हमें एडिशनल NOT गेटस के बजाय एक NAND गेट काफी है इसके लिए तो यह है 1 बिट कंपैरिजन है अब हम देखेंगे की 2 बिट कंपैरिजन कैसे करते है तो बिट कंपैरिजन के लिए जो नंबर हमारे पास है वह X1 X0 नॉट् naught और Y1 Y0 नॉट् naught है तो X1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और X0 लेस सिग्निफिकेंट बिट है वैसे ही Y के लिए भी है तो हमें पता है X एक पूरे होल whole नंबर के तौर पर बडा होगा अगर X1 Y1 से ज्यादा हो तो अगर X1 Y1 से ज्यादा हो तो ऑप्शन क्या है X1 1 है और Y1 0 है फिर बाकी के बिट्स चाहे जो हो 00 01 10 11 हमेशा X Y से बड़ा ही रहेगा तो यह X1 X0 नॉट् naught है और यह Y0 नॉट् naught Y1 है यह Y0 नॉट् naught है और मोर सिग्निफिकेंट बिट इससे बड़ा ही रहेगा तो इस केस में हमें दूसरी चीजों के बारे में सोचना नहीं है तो जब X1 और Y1 ईक्वल है याने की दोनों ही 0 या 1 हो तब फिर X Y से बड़ा है या नहीं वह डिसाइड होगा X0 नॉट् naught और Y0 नॉट् naught के कंपैरिजन से तो यह वक्त है जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो इस तरीके से 2 नंबरों का कंपैरिजन होता है तो बेसिकली हम यह देखते हैं कि X1 Y1 से बड़ा है या नहीं हम यह भी देखते हैं की X0 नॉट् naught Y0 नॉट् naught से बड़ा है या नहीं तब जब X1 Y1 से ईक्वल हो तो अगर आप याद करें जैसे हमने 1 बिट कंपैरिजन किया था तो X1 ग्रेटर देन Y1 तब मिलता है जब हम X1 Y1 का कंपैरिजन करते हैं और X1 ईक्वल टू Y1 आने के लिए हमें लोअर सिग्निफिकेंट बिट X0 और Y0 का 1 बिट कंपैरिजन करना होगा हम दो 1 बिट कंपैरेटर जेनरेट करेंगे जो पहला है वह G0 नॉट् naught E0 नॉट् naught L0 नॉट् naught जनरेट करेगा वही वाले इक्वेशन से जो हमने पहले देखा था और जो दूसरा है वह G1 E1 L1 जेनरेट करेगा तो बेसिकली यह जेनेरिक 1 बिट कंपैरिजन सर्किट है तो X और Y लिखने के बजाय हम Xi और Yi लिखेंगे बिट पोजीशन इंडिकेट करने के लिए तो पोजीशन 0 पोजीशन 1 पोजीशन 2 ऐसा रहेगा तो इस तरीके से सर्किट बनता है तो अब अगर हम X ग्रेटर देन Y पर ध्यान दे तो X1 ग्रेटर देन Y1 यह G1 देगा अगर G1 हाई है तो X1 Y1 से ग्रेटर रहेगा फिर बाकी के चीजें चाहे जैसे भी हो जब G1 हाई नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज है पहला कि नंबर इक्वल है और दूसरा की नंबर X1 कम है तो अगर नंबर इक्वल है यानी कि E1 हाई है तब हम लोअर सिग्निफिकेंट बिट पर ध्यान देते हैं की G0 हाई है क्या जो हमें यह बताता है की X0 Y0 से बड़ा है या नहीं इस तरीके से हमें X ग्रेटर देन Y का लॉजिक मिलता है तो ऐसा ही हमें X लेस देन Y के लिए मिलेगा जहां हम L1 पर ध्यान देते हैं की अगर X का हायर सिग्निफिकेंट बिट कम हो या इक्वल हो तो हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि लोअर सिग्निफिकेंटबिट चेक करते हैं कि यदि वह कम है या नहीं तो फिर एक होल नंबर के तौर पर वह कम होगा और जब दोनों E1 और E0 इक्वल होगा तब वह नंबर इक्वल होगा तो दो 1 बिट कंपैरेटर और एडिशनल लॉजिक सर्किट हमें 2 बिट कंपैरिजन देता है अब अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो हमें n बिट कंपैरिजन मिलेगा जिसमें 4 बिट कंपैरिजन जो हमने पहले देखा है सबट्रैक्शन और बाकी सारी चीजें दो 4 बिट नंबर के लिए तो इस केस में X ग्रेटर देन Y और नंबरस X0 से Xn माइनस 1 तक है और Y0 से Yn माइनस 1 हम इसे एक होल नंबर के तौर पर देख रहे हैं X ग्रेटर देन Y X लेस देन Y X ईक्वल टू Y तो हमारे पास 1 बिट का n नंबर कंपैरिजन सर्किट होगा जैसे हमने पहले देखा है हम उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले देखेंगे Gn माइनस 1 और अगर यह हाई हो तो X Y से बड़ा है अगर वह लो हो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल होगा या फिर वह कम होगा मतलब X का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कम हो तो हमें अगले स्टेप पर जाना होगा अगर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट भी इक्वल हो तो याने की En माइनस 1 और En माइनस 2 तो यह बताता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों इक्वल है उसके बाद हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे कि वह दूसरे से बड़ा है या नहीं तो इस केस मान लो यह 00 है और यह भी 00 है यह X है और यह Y है तो अगर दोनों इक्वल हो तो हम यह देख रहे हैं की X का यह पोजीशन इससे ज्यादा है या नहीं या दूसरा केस जहां दोनों ही 1 है तो क्या यह 1 है कि नहीं अगर यह इक्वल है तो या तो यह 00 या 11 हो सकता है और फिर हम अगले केस पर ध्यान देंगे क्या यह 1 है या 0 तो इस तरीके से हम इक्वेशन को समझ सकते है तो X ईक्वल टू Y इस तरीके से आएगा और X लेस देन Y के लिए यह Ln माइनस 1 En माइनस 1 Ln माइनस 2 तो यह ग्रेटर देन केस जैसा है अब जब हम n बिट सर्किट विथ 4 बिट कंपैरेटर डिवेलप करेंगे जो हम कुछ देर बाद देखेंगे तो उसके लिए शायद हमें 4 बिट कंपैरिजन की जरूरत पड़े पर हमारे पास 4 बिट कंपैरेटर IC या 4 बिट कंपैरेटर सर्केट अवेलेबल है तो हम उसे दूसरे IC के साथ कैस्केड करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस चीज में हमें इनपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो इनपुट लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स सेआ रहा है अभी वाला IC जो है वह मोर सिग्निफिकेंट बिट्स को कंपेयर कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे सब कुछ वैसे ही रह रहा है और सारी अभी वाले इक्वल है मोर सिग्निफिकेंट बिट्स इक्वल है फिर हम देखेंगे की क्या X Y से बड़ा है जो लोअर सिग्निफिकेंट बिट से आ रहा है यदि सारे इक्वल हो तो यदि X और Y इक्वल हो तो पूरे नंबर के तौर पर वह इक्वल रहेगा और वैसे ही लेस देन वाले केसेस के लिए होगा तो अब हम इन और आउट वाले प्रीफिक्स लगाएंगे यह सारे केसेस के लिए क्योंकि अब हम दूसरे लॉजिक सर्किट से लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स का कंपैरिजन आउटपुट एक्सेप्ट करने के पोजीशन में है अब हम 4 बिट कंपैरेटर IC जो असल में इस्तेमाल किया जाता है वह देखेंगे जो की IC7485 है तो यह X4 बिट्स और Y4 बिट्स है यह वह इनपुटस है जो लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स से आ सकता है यह जो लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स है वह दूसरे IC या दूसरे सर्किट में कंपेयर हो रहा है यह सारे इस स्टेज के आउटपुट है जो इनपुट को कंसीडर करता है अगर आप सर्किट को देखें तो यह सारे ब्लॉकस 1 बिट कंपैरेटर है और हमने यह बबलस नॉट् वाला ऑप्शन पहले इस्तेमाल किया है तो हम सिर्फ कंपेयर करके देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर यह AND आउटपुट 1 है जब A3 0 और B3 1 हैं हम देख सकते हैं की अगर A3 0 है तो यह आउटपुट 1 रहेगा और B3 0 है और फिर B3 1 होगा और यह भी आ रहा है तो दोनों ही 1 है तो यह AND गेट आउटपुट 1 रहेगा तो यह 1 और यह 0 है तो इसका आउटपुट 0 रहेगा क्योंकि यह AND गेट है और उसके इनपुट पर 1 इन्वर्स है तो वहां 0 है यदि B3 A3 से बडा हो तो यह 1 नहीं हो सकता है इसी तरीके से अगर इस AND गेट पर ध्यान दें तो A3 और B3 इक्वल है अगर आप कनेक्शन देखें तो A2 0 और B2 1 है तो यह आउटपुट भी 1 होगा तो यह सुनिश्चित इन्शुर ensure करता है की उस केस में भी आउटपुट 0 रहेगा तो इस तरीके से सर्किट को डिवेलप किया है अगर आप IC 7485 के फंक्शन टेबल पर ध्यान दे तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है उसी के समान है अगर A3 B3 से बड़ा हो तो फिर बाकी सारे इनपुटस और कैस्केडड इनपुटस चाहे जो हो आउटपुट A ग्रेटर देन B रहेगा यदि A3 B3 से छोटा हो तो या A3 और B3 हो तो तब हम यह देखेंगे कि A2 B2 से बड़ा है कि नहीं फिर बाकी चाहे कुछ भी हो तो इस तरीके से बेसिक कंपैरेटर का लॉजिक चलता है अब वह आता है जहां सारे बिट्स इक्वल है तो यह वह केस है जहां A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 से इक्वल है ऐसे वक्त में यदि इनपुट पर A ग्रेटर देन B है तो आउटपुट पर भी A ग्रेटर देन B रहेगा अब यह लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स पर ध्यान दे रहे हैं कंपैरिजन के लिए इसी तरीके से जब A3 और B3 इक्वल है तो यह हाइ होगा तो A और भी B इक्वल होगा अब इनपुट साइड पर यह अपेक्षित नहीं है की दोनों X ग्रेटर देन Y और X लेस देन Y 1 होगा क्योंकि या तो हाई या लेस होगा तो क्या अपेक्षित है पर यदि ऐसा कोई कारणवश हो जाता है मतलब सर्किट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है की दोनों ही हाई है तो इस केस में आउटपुट A ग्रेटर देन B है तो यदि दोनों ही हाई या लो हो तो हम देख सकते हैं कि इसे अपने फायदे के लिए किसी कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं तो नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होने वाला है पर लॉजिक सर्किट के हिसाब से ऐसा डिवेलप किया गया है यह वह है जो फंक्शन टेबल हमें देता है वैसे भी इनपुट साइड में यह डोंट केयर है पर क्योंकि यह फाइनल ट्रुथ टेबल में शामिल है तो इसे किसी तरीके से कंपैरेटर सर्किट के बड़े नंबरों numbers का बिट कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया है इसे हम ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यह इनपुट पर उपलब्ध वाला ऑप्शन के वजह से हो सकता है तो लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स को हम यहां रखते हैं और यहां X ईक्वल टू Y वाले इनपुट को हाई रखेंगे और बाकी सब को याने की X ग्रेटर देन Y X लेस देन Y को लो रखेंगे तो जो यहां मिलता है यानी कि X ईक्वल टू Y X ग्रेटर देन Y X लेस देन Y उसे हम अगले वाले IC को इनपुट के तौर पर देते हैं और फाइनल आउटपुट को यहां से लेंगे यदि आप 24 बिट कंपैरिजन देखे तो हम किस तरीके जाएंगे तो इसके लिए हमें 6 IC's की जरूरत होगी तो पहले केस में हम उसे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इनपुट पिन नंबर 3 जो X ईक्वल टू Y हाई रहेगा और बाकी दोनों 0 रहेगा पहले वाले के बाद अब Y कनेक्ट कर देते हैं और फाइनल आउटपुट यहां जनरेट होगा फाइनल आउटपुट जनरेशन उसी लॉजिक ऑपरेशन पर निर्भर है जैसे हमने पहले देखा था तो बेसिकली यह IC कंपैरेटर वेट करता पिछले वाले कंपैरेटर के आउटपुट जनरेशन के लिए तो इस तरीके से अप देख सकते हैं की प्रोपेगेशन डिले क्यूम्यलटिव हैं कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा पर इसमें हर स्टेज का डिले ऐड होता है तो यह कैसे काम करेगा हमारे पास एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है 24 बिट कंपैरिजन वाले 6 कंपैरेटर से तो हम पांच ऐसे कंपैरेटर को फर्स्ट स्टेज में रखेंगे जो कंपैरेटर आउटपुट एक यूनिट डिले के बाद दे रहा है जो कंपैरेटर के अंदर ही हो रहा है उसके बाद यह दूसरा लेवल है तो यह 2 लेवलकंपैरिजन है तो आप देख सकते हैं कितने इंटेलिजेंट तरीके से कनेक्शन किए गए हैं तो 5 के लिए हम 5 गुणाकार मल्टीप्लाई multiplied 4 ऐसे 20 इनपुटस पर 24 इनपुटस को कैसे प्लेस कर रहे हैं तो इसके लिए आप जानते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स उसे हम स्टैंडर्ड तरीके से कनेक्ट करते हैं तो A इक्वल टू B हाई रहेगा और बाकी दोनों लो रहेगा तो 4 इनपुटस और हमारे पास दूसरे 20 इनपुटस है प्लेस करने के लिए तो 5 इनपुटस तो हम 4 स्टेज में रखते हैं तो 5 5 5 अब कैसे फिर यह सारे आउटपुट यहां रखते हैं पहला यह दोनों है और जो बाकी के A0B0 से लेकर A3 B3 तक जो इन चारों से आ रहा है तो यह कैसे चलता है फर्स्ट प्लेस में A4 B4 हम रख रहे हैं और यदि A4 B4 से बड़ा हो तो ठीक है तो फिर वह A ग्रेटर दैन B इस तरीके से जाएगा तो उसका जो आउटपुट है वह जनरेट होगा अगर B4 A4 से बड़ा हो तो A लेस दैन B जनरेट होगा जो बचे हुए बिट्स वह इक्वल रहे तो अगर यह सारे इक्वल हो तो प्रॉब्लम कहां हो सकता है अगर यह सारे इक्वल है तो जैसे हमने पिछले केस में देखा है फंक्शन टेबल में अगर यह सारे इक्वल है तो इनके आउटपुट भी इक्वल होंगे मतलब दोनों ही हाई होगा और दोनों ही लो होगा इस केस में तो जब हम उसे A0 B0 ऐसे करके फिड करते हैं तो दोनों ही हाई है और दोनों ही लो है तो यह कंपैरिजन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो जब सब इक्वल रहता है तो जोआउटपुट जो जनरेट होता है वह केवल A4 और B4 पर डिपेंड है कंपैरिजन के लिए तो यदि दोनों ही लो और दोनों ही हाई हो तो वह हाई हाई और लो लो आउटपुट जनरेट करेंगे और फिर फाइनल केस में A इक्वल टू B आउटपुट रहेगा तो यहां पांचवें बिट को इंसर्ट कर सकते हैं तो इसी तरीके से दूसरे केसस के लिए तो 4 गुणाकार मल्टीप्लाई multiplied 5 20 है और यह 4 है तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज है जैसे कि हम देख सकते हैं पैरॅलेलिज्म के वजह से प्रोपेगेशन डीले काफी कम कर सकते हैं तो इसी के साथ हम इस कंपैरेटर के डिस्कशन के कंक्लूजन पर आ चुके हैं दो नंबरों का मेग्नीट्यूड कंपैरिजन करने के लिए हमें एक नंबर को दूसरे से सबट्रैक करना होगा और एक लॉजिक सर्किट डिवेलप करना होगा X ग्रेटर देन Y X लेस देन Y X ईक्वल टू Y का आउटपुट जनरेट करने के लिए अगले क्लास में हम ALU के बारे में देखेंगे अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट जो उसी तरीके से काम करता है जिसमें अलग सा कोई कंपैरेटर सर्किट नहीं होता है दो नंबरों का मेग्नीट्यूड कंपैरिजन करने का डायरेक्ट अप्रोच जो बिट्स के प्लेस वैल्यू के हिसाब से सबट्रैक्शन को अवॉइड करता है अगर मोर सिग्निफिकेंट बिट डिफर करता है तो हम डिसिशन पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं IC 7485 एक 4 बिट कॉम्पॅरेटॅ जिसमें लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स से इनपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन है यह जो लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स है वह कम्पिर हो रहा है दूसरे IC 7485 या लॉजिक सर्किट में यदि बड़े नंबर लॉर्जर larger कम्पिर हो रहा हो तो हर स्टेज का डिले ऐड हो जाता है अगर इन्हें सीरियल तरीके से कनेक्ट कीया तो पर पैरॅलल् मल्टी लेवल अरेंजमेंट का ऑप्शन भी हो सकता है धन्यवाद